यह क्लाउड कम्प्यूटिंग फॉर इन्टर्नेट ऑफ थिंग्स के श्रृंखला में पांचवा व्याख्यान है इस व्याख्यान में आप क्लाउड के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे जो कि ओपनस्टैक है और इस व्याख्यान में मुझे एक TAs द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी श्रीमान आनंद श्री आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं आप जानते हैं कि आपको क्लाउड या ओपनस्टैक की अधिष्ठापन इंस्टॉलेशन installations विशेष रूप से इसके माध्यम से दिखाना संभव नहीं है वे इंस्टॉलेशन उपलब्ध हैं इंस्टॉलेशनके निर्देश आपको विभिन्न लिंक के माध्यम से जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं अब एक बार जब आपने ओपनस्टैक इंस्टॉलेशन कर लिया है तो वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस कैसे बनायें उन इंस्टेंसेस आदि को कैसे अभिगम करें उन जोड़ तोड़ कैसे करना है कि कैसे ओपनस्टैक इंटरफेस के साथ खेलना है उन चीजों को हम इस विशेष व्याख्यान में दिखाने जा रहे हैं तो यह मूल रूप से आपको एक लोकप्रिय ओपन सोर्स सिस्टम ओपनस्टैक के साथ क्लाउड का व्यावहारिक प्रदर्शन देने वाला है और इसलिए यह वास्तव में आप उन इन्टर्नेट ऑफ थिंग्स के साथ विशेष रूप से ओपनस्टैक का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि यदि आप IoT प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं और क्लाउड आवश्यकताओं के लिए आप इसके लिए ओपनस्टैक का उपयोग कर सकते हैं सबको नमस्कार मेरा नाम आनंद श्री और मैं इस पाठ्यक्रम के TAs में से एक हूं तो आज मैं करने जा रहा हूँ मैं आपको ओपनस्टैक के बारे में कुछ मूल बातें बताने जा रहा हूं तो हम शुरू करते हैं यहां सबसे पहले हम शुरू करते हैं की वास्तव में ओपनस्टैक क्या है तो ओपनस्टैक वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप अपना क्लाउड बना सकते हैं और यह नासा और रैक अंतरिक्ष होस्टिंग की एक संयुक्त परियोजना है और इसे स्थापित किया गया थाइसे पहली बार 2010 में रिलीज़ किया गया था तो सही लेकिन अभी तो कई कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में मदद कर रही हैं तो कुछ कंपनियाँ CISCO IBM HP Redhat और कई हैं जाहिर है वास्तव में आप उस सॉफ़्टवेयर को विकसित करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं जो आप अपने कोड को भी विकसित कर सकते हैं जो वर्तमान ओपनस्टैक को भी अपग्रेड कर सकता है तो यह पूरी तरह से मुफ्त है और यह एकमात्र पूरी तरह मुफ्त ओपन सोर्स क्लाउड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है जो बाजार में उपलब्ध है इसलिए ओपनस्टैक्स के कुछ संस्करण यहां सूचीबद्ध हैं तो यह वर्णानुक्रम में जारी करने वाला आदेश है तो यह पहली बार था यह 2010 था इसे ऑस्टिन के रूप में लॉन्च किया गया था लेकिन अभी नवीनतम संस्करण ओकाटा है तो हम अगली स्लाइड पर जाते हैं तो ये ओपनस्टैक के घटक हैं इसलिए ओपनस्टैक में बहुत सारे घटक हैं और इसके घटक अपने स्वयं के कार्य कर रहे हैं और इसके घटक के उनके अपने विशिष्ट कार्य है तो पहले यहाँ होराइज़न है यह होराइज़न डैशबोर्ड अनुभाग है इस होराइज़न से आप वास्तव में अन्य घटकों का उपयोग कर सकते हैं तो वास्तव में होराइज़न सॉफ्टवेयर का GUI इंटरफ़ेस है तो यह GUI सेक्शन प्रदान करता है यह अन्य घटकों का अवलोकन भी प्रदान करता है इसलिए जब हम प्रैक्टिकल सेक्शन करते हैं आपको पता चल जाएगा कि होराइज़न क्या है तो अगले कीस्टोन है कीस्टोन वास्तव में प्रमाणीकरण और अधिकृत प्रणाली है इसलिए जब कोई उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग करता है या जब कोई उपयोगकर्ता क्लाउड तक पहुंचता है तो यह कीस्टोन यह पता लगाने में सक्षम होगा कि क्या यह उपयोगकर्ता प्रामाणिक है या यदि यह उपयोगकर्ता उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए अधिकृत है जिसे वह उपयोग करने का प्रयास कर रहा है तो अगला घटक एक नोवा है नोवा एक कम्प्यूट सेवा है वास्तव में नोवा वह घटक है जहां हम इंस्टेंस और सभी लॉन्च करने जा रहे हैं तो और ग्लैन्स ईमेल सेवा है तो इन्स्टन्स को स्थापित करने के लिए हमें छवियों की आवश्यकता है तो इसके लिए हम ग्लैन्स का उपयोग करेंगे इसलिए यह उन VM वेयर की खोज करने पंजीकरण करने पुनर्प्राप्त करने में भी उपयोगी है और इस ग्लैन्स के माध्यम से हम स्नैपशॉट भी दे सकते हैं इसलिए हम स्नैपशॉट का उपयोग बाद में अन्य VM की स्थापना के लिए भी कर सकते हैं और अगला स्विफ्ट है स्विफ्ट फुल ऑब्जेक्ट स्टोरेज है तो स्विफ्ट डेटा को सुरक्षित सस्ते और कुशलता से संग्रहीत करने में मदद करता है इसलिए जाहिर है यह स्लाइड पर भी लिखा गया है तो अगला न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन ओपनस्टैक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है क्योंकि यह सिस्टम का नेटवर्किंग हिस्सा है जो इसे सॉफ्टवेयर्स की नेटवर्किंग सेवा प्रदान करता है इसलिए इसके माध्यम से हम अन्य घटकों तक पहुंच सकते हैं और इसके माध्यम से हम विभिन्न अलग अलग इन्स्टन्स तक पहुंच सकते हैं और फिर न्यूट्रॉन से आप अपने खुद के नेटवर्क बना सकते हैं जिसे आप अपने खुद के नेटवर्क को संशोधित कर सकते हैं और हम यह कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक सेवा के रूप में नेटवर्क की तरह प्रदान कर रहा है तो अगला घटक सिंडर है सिंडर भी एक स्टोरेज है लेकिन यह ब्लॉक स्टोरेज की तरह है यह प्लग करने योग्य प्रकार के स्टोरेज की तरह कुछ है और फिर अगला हियर है और हियर वाद्य स्थान ऑर्केस्ट्रेशन orchestration प्रदान करता है तो और अगला सीलोमीटर है सीलोमीटर बिलिंग सेक्शन है जैसे कि सीलोमीटर के माध्यम से कोई भी यह देख सकता है कि संसाधन क्या उपयोग कर रहा है और कितने समय से संसाधनों का उपयोग कर रहा है इसलिए बिलिंग वास्तव में क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए सहायक है जैसे हम यह देख सकते हैं कि कौन सा उपयोगकर्ता किन संसाधनों का उपयोग कर रहा है और कितने समय तक वह संसाधनों का उपयोग कर रहा है और समय और संसाधनों के अनुसार हम उनका निर्माण कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि वह कितना संसाधनों का उपयोग कर रहा है और उसके लिए कितनी लागत है तो अगला है तो हमें इंस्टॉलेशन भाग के साथ शुरुआत करनी चाहिए इसलिए वास्तव में स्थापना में कई चरण हैं जैसे हम मैनुअली भी स्थापित कर सकते हैं जैसे हम अपने स्वयं के VM बना सकते हैं और फिर इसे फिर से स्थापित कर सकते हैं और यह काफी मुश्किल है तो स्क्रिप्ट देवस्टैक हैं जिसके माध्यम से हम इस देवस्टैक में ओपनस्टैक तरह के क्लाउड आसानी से स्थापित कर सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स पहले से ही देवस्टैक फाइल के रूप में लिखे गए हैं इसलिए हम सीधे फाइल चला सकते हैं और सब कुछ स्क्रिप्ट द्वारा ही चलाया जाएगा इसलिए फ़ाइल को स्थापित करते समय हम कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं जैसे कि प्रॉक्सी समस्या इस तरह की समस्या को हल करना पहले से ही इंटरनेट में भी उपलब्ध है तो आइए हम यहां यह भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार देवस्टैक का उपयोग करके इसे हल किया जाए लिहाजा देवस्टैक स्क्रिप्ट को एक वेबसाइट gitopenstackorg में पाया जाता है तो आप आसानी से वहाँ से क्लोन कर सकते हैं और आप तब क्लोन कर सकते हैं और आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इसलिए इसे क्लोन करने के लिए हमें पहले गिट सॉफ्टवेयर्स स्थापित करना होगा तो इसे करने के लिए बस मैंने जो स्टेप्स दिए हैं जैसे इंस्टॉलेशन पार्ट सिर्फ कमांड पर जाता है और उसके बाद बस इसे क्लोन करना और उसके बाद इस तरह डायरेक्टरी में जाना तो चलिए उस मशीन पर चलते हैं जहाँ क्लाउड स्थापित है और देखें यह क्या दिखा रहा है इसलिए हमें वहां जाना चाहिए इसलिए यह यहां चल रहा है तो वास्तव में इस देवस्टैक फ़ोल्डर को होम डायरेक्टरी में क्लोन किया गया है तो देखते हैं कि होम डायरेक्टरी में क्या है तो हम देख सकते हैं वह वहाँ है की यहां डेस्क देवस्टैक है इसलिए हम इस फोल्डर में जाएंगे तो इसके अंदर तो अंदर यह बहुत सारी फाइलें होंगी तो हमें बस जरूरत है हमें इस stacksh फ़ाइल को चलाने की आवश्यकता है तो हम इसे चलाते हैं ठीक है इसलिए यह कहते हुए कि यह पहले से ही इस स्टैक को चला रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपने सर्वर में पहले से ही क्लाउड इंस्टॉल कर चुका हूं इसका मतलब है हमें इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो स्थापना भाग के लिए बस चरण पर जाएं और आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे इसलिए इंस्टॉलेशन के लिए कुछ समायोजन सेटिंग्स settings पर जाएं जैसे कि local config फ़ाइल पर जाएं और इन सेटिंग को सेट करें और sh फ़ाइल stacksh फ़ाइल को चलाएं और अन इंस्टॉलेशन के लिए बस unstacksh फ़ाइल चलाएँ इसलिए उसके बाद हम वास्तविक क्लाउड पर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे उदाहरण कम किया जाए और इसे कैसे हटाएं उदाहरण और सभी तक कैसे पहुंचें इसलिए हमें यहां क्लाउड पर जाएं मैं एक इन्स्टलेशन के रूप में एक पासवर्ड एक्सेस करूंगा यह एक पासवर्ड है जिसे आपने इंस्टॉलेशन भाग के दौरान सेट किया है तो आपको पासवर्ड और उपयोगकर्ता नाम यूजर नेम username याद रखना चाहिए इसलिए केवल पासवर्ड और यूजर नेम के माध्यम से आपको इस ऐड्मिन व्यवस्थापक admin अनुभाग को सफलतापूर्वक एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए तो यह होराइज़न है यह ओपनस्टैक का होराइज़न है इसका मतलब यह जीयूआई अनुभाग का हिस्सा है तो इस GUI भाग के माध्यम से हम विभिन्न इन्स्टन्स जैसे इन्स्टन्स तक पहुँच सकते हैं जाहिर है एक नेटवर्क नेटवर्किंग की तरह ग्लैन्स का हिस्सा है जाहिर है न्यूट्रॉन का हिस्सा तो आइए हम प्रमुख उपयोगकर्ता कीस के निर्माण के साथ आरंभ करें जो कि उदाहरण के लॉन्च के लिए आवश्यक होंगी तो पहले हमें प्रमुख कीस पेर बनाते हैं तो यह के साथ शुरू होना चाहिए आप बस इनपुट कीस पेर पर क्लिक करते हैं और यहाँ एक कीस पेर बनाने के लिए कमांड है तो बस इसे कॉपी करें और वहां जाएं और हमें इसे कॉपी करें और कुछ इस तरह से बनाएं यह कीस का नाम है आपको इस कीस को याद रखना चाहिए ताकि आपके उदाहरण तक पहुंच सके हां हां परीक्षण 2 तो बस इसे डबल क्लिक करें तो कीस पहले से ही बनाई गई है इसलिए हम पहले से ही कीस का उपयोग करना चाहते हैं कीस बनाने के बाद यहां कीस बनाई जानी चाहिए तो चलिए पहले कीस बनाते हैं और हमें कीस को एक्सेस करने देते हैं तो यह उत्पन्न कीस है वास्तव में यह RSA उत्पन्न की गई कीस है तो इसे कॉपी करें कीस को कॉपी करें और वहां जाएं और इसे एक नाम दें यह आपकी की पेर का नाम होगा तो चलिए हम इसे test2 देते हैं और अपनी उत्पन्न RSA कीस को यहाँ रखते हैं तो उसके बाद कीस आयात करें इसलिए हम देख सकते हैं कि कीस पहले से ही उत्पन्न है तो इस कीस के माध्यम से यह वास्तव में यह कीस आपके कीस्टोन का उपयोग करके उत्पन्न होती है जैसे यह अधिकृत भाग में प्रमाणीकरण भाग है तो यह कीस क्लाउड का प्रमाणीकरण और प्राधिकरण हिस्सा कर रही है तो आइए हम इंस्टेंस पर जाएं और हमें एक इंस्टेंस लॉन्च करें तो हमें test2 जैसे उदाहरण का नाम दें तो यह उस उदाहरण का नाम है जिसे आपको अपने द्वारा पसंद की गई किसी भी चीज़ का उदाहरण देना चाहिए और उसके बाद अगली छवि पर जाएं और यह चयन करें जो छवि सिररोस है यह एकमात्र छवि है जो मेरे पास अभी अगली बार कुछ समय में है हम चर्चा करेंगे कि छवि कैसे बनाएं और सभी तो चलिए पहले इस उदाहरण को लॉन्च करते हैं इसलिए यदि इसे जोड़ा जाता है तो अगले पर जाएं और आप केवल नामों में से एक का चयन करें इसलिए आपको इसे सावधानी से चुनना चाहिए तो आप नहीं कर पाएंगे इसलिए यदि आप सहज रूप से होते हैं तो आप आसानी से चलेंगे और साथ ही यह आपके सर्वर के नाम का भी उपभोग नहीं करेगा तो इस सिरोस के लिए यह मैं इस छोटे और उसके बाद का चयन करूंगा और यह कौन सा नेटवर्क है यह मैंने पहले से ही बनाया है इसलिए हम इसे एक का चयन करें और नेटवर्क पोर्ट पर जाएं और यह सुरक्षा जोड़ी सुरक्षा समूह पहले से ही डिफ़ॉल्ट है और उसके बाद सुरक्षा जोड़ी है तो यह सुरक्षा कीस है जो हमने अभी उत्पन्न की है तो अब हम उदाहरण लॉन्च कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि यह शेड्यूल कर रहा है इसे स्थापित करने में कुछ समय लगेगा यह सक्रिय है अब यह पहले से ही लॉन्च है तो चलिए हम बताते हैं कि क्या हम इस तक पहुँच सकते हैं अगर हम इस उदाहरण तक पहुँच सकते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम इस उदाहरण को पिंग कर सकते हैं तो उदाहरण का आईपी यह 10336 36 है

तो हम देखते हैं कि क्या हम पिंग कर सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह पिंग करने में सक्षम नहीं होगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसलिए हमें इससे बाहर निकलने दें और हमें कुछ नियम और सभी निर्धारित करने दें इसलिए पहले हमने इस उदाहरण को किसी बाहरी IP से कनेक्ट नहीं किया है इसलिए यदि हम इसे बाहरी IP से नहीं जोड़ते हैं तो हम आपके बाहर के अन्य वातावरण तक नहीं पहुँच पाएंगे इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं है तो चलिए हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे पहले इसलिए हम देख सकते हैं कि यह हमारा उदाहरण है तो test2 एक उदाहरण है और यह हमारा नेटवर्क है तो और यह पब्लिक है इसलिए जब तक हम इस उदाहरण को पब्लिक से नहीं जोड़ते तब तक हम बाहर के वातावरण या आंतरिक वातावरण को एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तो हमें जो करने की आवश्यकता है पहले हमें एक राउटर बनाने की आवश्यकता है तो हमें एक राउटर बनाने दें हमें राउटर वन राउटर एक जैसे कुछ नाम दें तो यह एक राउटर है और हम देख सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी से राउटर पहले से ही यहां बनाया गया है तो हमें बस इतना करना है कि इस सार्वजनिक ऑफसेट सार्वजनिक पोर्ट को राउटर से जोड़िए और फिर इस राउटर को इस नेटवर्क से जोड़िए तो हम इसे करते हैं इसलिए राउटर पर जाएं और इंटरफ़ेस पर जाएं और इंटरफ़ेस पर अपने नेटवर्क का चयन करें यह डीसी है यह एक नेटवर्क है तो प्रस्तुत और आपका नेटवर्क राउटर से जुड़ा है तो अभी हमें जो करने की जरूरत है वह बाहरी दुनिया को राउटर से जोड़ने की है हम इसे पहले से ही करते हैं तो हम नेटवर्क टोपोलॉजी देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि राउटर आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है अब इस बाहरी दुनिया को आंतरिक दुनिया में पिंग करने में सक्षम होना चाहिए या आंतरिक दुनिया से जुड़ने में सक्षम होना चाहिए तो आइए देखें कि क्या यह कनेक्ट हो रहा है या नहीं फिर यह फिर से नहीं है यह कनेक्ट नहीं कर रहा है तो यह क्यों है इसलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि हमने कोई सुरक्षा नियम निर्धारित नहीं किया है तो हम इसे करते हैं तो सुरक्षा नियम स्थापित करने के लिए एक्सेस और सुरक्षा पर जाएँ और सुरक्षा समूह पर जाएँ और नियम को घटाता है इसलिए हम देख सकते हैं कि कोई भी भूमिका है नियमों को पिंग करने के लिए पिंगिंग से संबंधित आईसीएमपी सही होगा तो हम यहां से नियम जोड़ते हुए ICMP का चयन करें और संपादित करें इसलिए हमारा नियम जोड़ा गया है इसलिए हम इसे देख सकते हैं क्या यह बाहरी दुनिया से ऐक्सेसबल है फिर से यह नहीं है क्योंकि हमने कोई फ्लोटिंग IP सेट नहीं की है इसका मतलब है हमारा उदाहरण बाहर दुनिया से जुड़ा नहीं है जब तक आप नहीं जानते कि हमें फ्लोटिंग आईपी सेट करना है तो आइए हम चलते हैं उदाहरण के लिए संपादित करें वहाँ अस्थायी आई पी से जुड़े और एक उत्पन्न करते हैं एक नया यह उत्पन्न और जुड़ा हुआ है तो हम देख सकते हैं कि एक और आई पी है यह आपके उदाहरण का फ्लोटिंग आई पी है इसलिए इस अस्थायी आई पी के माध्यम से बाहरी दुनिया को इस उदाहरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए तो आइए देखें कि क्या यह वास्तव में एक्सेस है या नहीं कि हम फ्लोटिंग आईपी को कॉपी करें तो चलिए इसे राइट पिंग करें इसलिए हम देख सकते हैं कि हम इसे पिंग करने में सक्षम हैं इसका मतलब है कि हम इन इन्स्टन्स को बाहरी दुनिया से एक्सेस करने में सक्षम हैं यह एक अच्छी चीज है इसलिए हमें यहां जाना है और यह एक्सेस है और हम जांच सकते हैं कि क्या यह है आइए हम एक और नियम निर्धारित करते हैं जैसे कि यदि यह है तो हमें एक और नियम जोड़ने दें इसलिए हम उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं इसलिए इसके लिए हमें एक और नियम लाने की जरूरत है तो हम इसे यहाँ से जोड़ते हैं ssh नियम का चयन करें और संपादित करें इसलिए हमें इसे एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ठीक है इसे कॉपी करने के लिए हल किया गया अब हम पहुंच सकते हैं हां तो सही है अब पासवर्ड क्या है इसलिए यहां हम इसे बाहरी दुनिया से भी एक्सेस कर सकते हैं तो यह है कि हमने कैसे उत्पन्न किया और हम उदाहरण कैसे बनाते हैं तो अभी हम न्यूट्रॉन भाग में जाने दें न्यूट्रॉन भाग को थोड़ा और गहरा करें तो चलिए कुछ समय के लिए इन इन्स्टन्स में देरी करते हैं इसलिए यह होस्टिंग सर्वर के बहुत नाम का उपभोग नहीं करेगा चलो हमें लॉन्च dc करें चलो हमें लॉन्च 2 करें इन्स्टन्स फ्लेवर टाइनी देखने दें यदि आप इसे हटा दें तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए यह उदाहरण लॉन्च करता है और हमें दूसरा नेटवर्क बनाने देता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ एक नेटवर्क बनाएँ इसलिए नेटवर्क बनाने के लिए बस नेटवर्क क्रिएट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद एक नाम दीजिए जैसे मार्वल्स और अगले पर जाएं हाँ आपको इसे बनाने वाला सबनेट भाग पर क्लिक करना चाहिए और अगले पर जाकर मार्वल सब की तरह एक सबनेट नाम देना चाहिए और उसके बाद आपको फोर डॉट जीरो स्लैश टेन जैसे एक नेटवर्क एड्रेस टेन डॉट जीरो टेन देना चाहिए यह सबनेट सी आई डी आर नोटेशन के रूप में देना चाहिए तो हम आगे चलते हैं और आपको इस डी एच सी पी पर क्लिक करना चाहिए और इसके बाद इसे बनाना चाहिए ताकि थोड़ी देर में यह एक बार ले जाए इसलिए हमारे पास एक मार्वल्स है और हमारे पास डीसीहै तो हम इस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो चलिए उन इन्स्टन्स को जोड़ते हैं जो इस मार्वल भाग और डीसी भाग के अंदर निर्मित होते हैं तो हम एक और उदाहरण बनाते है यह अपेक्षा से थोड़ा अधिक समय ले रहा है हमें यहां से इस तक पहुंचने दें तो इंस्टेंट्स के लिए हम रिफ्रेश करें इसे लंबा नहीं लेना चाहिए यहाँ भी वही ले रहा है जो यहाँ आ रहा है इसलिए हमने 2 उदाहरण उत्पन्न किए हैं एक लालटेन 1 है और दूसरा एक लालटेन 2 है तो हमें एक और 2 उदाहरण लॉन्च करने दें जिन्हें हम अभिभावक कहते हैं इसलिए हमें उसी का चयन करने दें और हमें अगले पर जाएं और चुनें आपके फ्लेवर ने अगले का चयन किया और अगले मार्वल्स का चयन करें इसलिए हमें इस कीस की आवश्यकता नहीं है इसलिए अभी लॉन्च होने में थोड़ी देर होगी तो हाँ यह गार्डियन है और आपके मार्वल नेटवर्क और इस लालटेन के तहत यह उदाहरण है डीसी नेटवर्क के तहत है तो यह क्रिएट कर रहा है तो चलिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं यह निर्मित है इसलिए आइए हम नेटवर्क टोपोलॉजी पर जाएं और यहां नेटवर्क टोपोलॉजी की जांच करें तो यह लोड हो रहा है हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए हाँ हम देख सकते हैं कि यह आपकी लालटेन है और यह आपका मार्वल्स है ये जुड़े नहीं हैं इसका मतलब है हम इन लालटेन से इस पीसी गार्डियन तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे जुड़े नहीं हैं तो आइए देखें कि क्या आप जानते हैं कि यह सुलभ है या नहीं हम यहां से जाएं और हम लैन्टर्न पर जाएं जैसे कि कंसोल पर जाएं सिरस के लिए यहां यह बस पासवर्ड है तो यह खेद है कि सिरस और पासवर्ड एक कप स्वाइन है तो हम इस सिरस के तहत हैं तो यह लालटेन दो है तो आइए देखें कि क्या आप जानते हैं कि हम लैन्टर्न से गार्डियन तक पहुँच सकते हैं हमें गार्डियन की जांच करने दें गार्डियन का आईपी क्या है आइए इसे जांचें तो गार्डियन का IP यह है तो हम इसे कॉपी करते हैं और हमें जांचते हैं कि क्या यह ऐक्सेसबलहै या नहीं और हमें यहां से नहीं जाना है और 10043 को पिंग करना है तो यह ऐक्सेसबल नहीं है इसलिए हमें आपको यह बताना चाहिए कि हमें 2 नेटवर्क कनेक्ट करना चाहिए तो हम इसे करते हैं हमें इसे करने दें इसलिए नेटवर्क पर जाएं और राउटर पर जाएं तो राउटर पहले से ही बनाया गया है इसलिए राउटर पर जाएं और यहां के मार्वलस पर एक इंटरफ़ेस जोड़ें इसलिए यहां हम नेटवर्क टोपोलॉजी से देख सकते हैं ये 2 दुनिया पहले से ही जुड़ी हुई हैं तो अभी 2 को एक दूसरे को कनेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए तो आइए देखें कि क्या वह इसे जोड़ने में सक्षम है या नहीं अब हम देख सकते हैं कि 2 नेटवर्क कनेक्ट करने में सक्षम हैं तो यह है कि आप अपना न्यूट्रॉन कैसे सेट करते हैं कैसे आप अपने नेटवर्क की स्थापना की है और यह सब है इसलिए हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं तो ये संदर्भ हैं